पुनः आपका स्वागत है बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा को हम इस सत्र में जारी रखेंगे हम महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि यह कोई कैसे जाने की कौन सी जानकारी या ज्ञान किसी का मालिकाना हक है यह तय करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या कोई कंप्यूटर अभियंता जानकारी को कैसे आधार से जाने का कि वह गोपनीय है या वह नियोक्ता या ग्राहक की मालिकाना जानकारी है इस मुद्दे को यहां पर क्यों चर्चा कर रहे हैं क्या कंप्यूटर पेशेवरों के साथ कुछ हो रहा है जो उनकी नौकरी जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रही है और दूसरे पेशेवरों के साथ भी परंतु यह अधिक सरल है परंतु मुख्य रूप से कंप्यूटर पेशेवरों के लिए और कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर पेशेवर एक सिविल अभियंता हो सकता है जिस संस्था के साथ वह जुड़ा है वह पुरानी संस्था के साथ सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा में है और वह उनके लिए कार्य करने जा रहा है तो इस तरह से अभियंता को रखा गया और एक संशय का बिंदु रहा कि वह सूचना के कौन से हिस्से को साझा करेगा और सूचना का कौन सा हिस्सा नए कर्मचारियों के साथ वह साझा नहीं करेगा क्योंकि कभी कभी वह नहीं संस्था में नौकरी पाते हैं और प्रतिस्पर्धात्मक संस्था केवल समझना चाहती है क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक संस्था यह जानना चाहती है कि उनके प्रतिद्वंद्वियों में कार्य शैली कैसी है क्योंकि उन्होंने वहां पर काम किया होता है वह अंदर की सब कहानियों को जानते हैं और अंदर के कार्य करने के तरीके को भी जानते हैं और जब वे नई संस्था के साथ कार्य करना शुरू करते हैं तो उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वह साझा करें या वह चीजों को वैसे ही करें जैसे कि उनकी पूर्व में जानकारियां थी जोकि प्रतिद्वंदी को समझने में रणनीतिक कदम होगा क्योंकि वह उनके पुराने कर्मचारी हैं तो उलझन के लिए यह बिंदु है कि क्या किया जा सकता है और सही तरीका करने का क्या है सूचना का कौन सा हिस्सा महत्वपूर्ण है पेटेंट जैसी सूचनाएं और क्या सामान्य सूचनाएं तो इस वजह से हम ने इसे विस्तार रूप से समझ कर चर्चा करने के लिए इस मॉड्यूल में एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में चुना है और हमें देखना चाहिए कि यह विचार कैसे आगे बढ़ता है तो हम यहां पर क्या चर्चा करने जा रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जहां एक ग्राहक नियोक्ता है और वह दूसरे का प्रतिद्वंदी भी है तो क्या कंप्यूटर पेशेवर को दूसरे अभियंताओं की तरह हल्के स्तर के डिजाइन सामग्री को अंतर करना जानते हैं तो हम जो अपने पाठ्यक्रम और नौकरी के दौरान सीखते हैं वह कुछ सामान्य सी चीज होती है या दूसरी नौकरी को प्रयोग करते हुए और कुछ अनुकूलित है और शायद पेटेंट जानकारी है जो नियोक्ता या ग्राहक से संबंधित है तो यहां पर हम एक समस्या की स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं जो एक केस है जहां पर एक ग्राहक आपको कुछ सिखाता है जो दूसरे ग्राहक के लिए सहायक साबित होगा तो हम देखेंगे कि उसमें क्या निकल कर आता है आपको कुछ सिखाता है जो दूसरे ग्राहक के लिए सहायक साबित होगा आप एक अग्रिम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले व्यक्ति हैं जो एक छोटी सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी में कार्य करते हैं तो हम यहां पर एक केस की चर्चा कर रहे हैं जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु है और हमें उन्हें देखना है और उन्हें प्रमुखता से बताना है क्योंकि यह सब परिस्थिति वश उपस्थित केस के पहलू हैं जो केस को प्रभावित कर सकते हैं जो आप के किसी खास विषय पर निर्णय लेने को बढ़ा सकते हैं जब भी आप चर्चा करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निश्चित तौर पर होते हैं जिनको केंद्रित करने की आवश्यकता होती है तो यहां पर आपको प्रकाश में एक कुंजी दी गई है कि आप एक अग्रिम सॉफ्टवेयर अभियंता है और एक छोटी सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं तो आप एक खास तरह के सॉफ्टवेयर को ही विकसित करते हैं और बहुत सारी कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग में बाजार की हिस्सेदारी के लिए पैंतरेबाजी करती हैं अगर आपकी नौकरी एक अग्रणी सॉफ्टवेयर को विकसित करने वाले की तरह है तो आपको अपने ग्राहक की जरूरतों का आकलन करना होगा और उन्हें लागू करना होगा और सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा कि आपने उनके लिए विकसित किया है यह एक बड़ी नौकरी है कि सॉफ्टवेयर को जटिल आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट करना तो अगर कोई हल मिलता है जो सॉफ्टवेयर को बिना अपडेट किए किया जा सकता है तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना अपडेट सभी चलो के लिए सुरक्षित कर ले कुछ हफ्तों पहले कंपनी "ए" आपके पास आती है और आपके सॉफ्टवेयर में किसी बड़ी परेशानी के लिए आती है आप उस वक्त कंपनी "बी" की समस्या का समाधान करने में व्यस्त हैं और कंपनी " बी" का प्रोजेक्ट प्राथमिकता पर है इससे पहले कि आप कंपनी "ए" के पास वापस आते हैं तो उस कंपनी के आईटी के बंदे ने यह आपको सूचना दी की उसने मुद्दे को सुलझा लिया है और वह भी कुछ बहुत ही खास कंपनी के खास विन्यास को प्रयोग करके उसने विस्तार से आपको विन्यास को समझाया और आप संतुष्ट हो गए कि वह मुद्दा सुलझ गया और बिना सॉफ्टवेयर को अपडेट किए अब कंपनी " बी" भी आपसे समान मुद्दे के लिए संपर्क करती है आप क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में वह कौन से तत्व हैं जो नैतिक रूप से यह निश्चित करते हैं कि क्या और कितनी कंपनी "ए" के समाधान गोपनीय सूचना है उदाहरण के तौर पर क्या यह मायने रखता है कि कंपनी " ए" स्वयं ही विन्यास का हल निकाल लेगी या आपसे इसके लिए पूछेगी क्या यह मायने रखता है कि सॉफ्टवेयर विन्यास के हल को आपने कहीं और से सीखा परंतु उसके अनुप्रयोग के बारे में नहीं सोचा तो आपको पता है कितना कंपनी " ए" से आपने जो सीखा अगर उसके मालिकाना हक के बदले में तो वह गोपनीय है क्या और अगर आपको पता नहीं है तो आप इसे कैसे पता करेंगे तो यह कुछ मिलते जुलते प्रश्न हैं जिन्हें हम एक के बाद एक लेंगे तो आपने यहां पर यह पाया कि आप एक अग्रिम सॉफ्टवेयर विकास करता है और एक छोटी सॉफ्टवेयर विकास करने वाली कंपनी में कार्यरत हैं तो जब आप एक अग्रिम सॉफ्टवेयर विकास करता है इसका मतलब है कि आप किसी अच्छे पद पर कार्य कर रहे होंगे और आपके ऊपर बहुत सारे उत्तरदायित्व भी होंगे और हो सकता है आप बहुत सारे ग्राहकों के लिए कार्य करते हो और आप उनकी समस्याओं के उत्तर भी देते होंगे और हो सकता है आपके ग्राहक काफी है और एक अग्रिम सॉफ्टवेयर विकास करता होने के नाते आपकी अपने ग्राहकों की महत्वपूर्ण सूचनाओं तक पहुंच होगी और आपके ग्राहक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी होंगे तब आपकी तरफ से अखंडता के लिए विश्वसनीयता की बहुत आवश्यकता होगी और आपकी तरफ से किसी की सूचना को किसी दूसरी कंपनी की सूचना से आप बांट नहीं सकते आपके पास सामग्री है और आप से यह उम्मीद की जाती है कि आप बहुत ही कुशल और जानकार की तरह से कार्य करेंगे तो एक तरह से आप विश्वसनीय बन जाएंगे और आपके अंदर कार्य करने की क्षमता होगी तो अगर आप एक अग्रिम सॉफ्टवेयर विकास करता है तब आपके अंदर क्षमताएं होंगी आपके अंदर यह क्षमता होगी कि जो भी आपको समस्या आपके ग्राहक के द्वारा दी गई है आप उस समस्या का हल निकाल सकें तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं आप दूसरे ग्राहक के साथ भी कार्य कर रहे हैं और आपकी बहुत उसकी जरूरतों तक है और जो सॉफ्टवेयर आपने उनके लिए विकसित किया है आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं और जहां जरूरत होती है उस को सुधारते हैं तो आपके पास उनके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का बड़ा काम है और फिर आप इसके बारे में सोचते हैं क्योंकि आप हर दल के लिए कार्य कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को हल कर रहे हैं और आपके स्वयं के विकसित किए हुए सॉफ्टवेयर पर आप जोड़ तोड़ कर रहे हैं जोकि उनकी जरूरत के अनुसार उत्पन्न हुए हैं आप विचार करते हैं और उसका हल बिना सॉफ्टवेयर को अपडेट किए निकाल सकते हैं तब आप के साधन भी बच जाते हैं तो यहां तक आपकी मंशा भी एक तरह से ठीक है एक तरह से आप सभी दलों के लिए साधनों को बचाने का काम भी कर रहे हैं तो किसी चीज के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बजाए उसका हल पाया जा सकता है तो यह एक तरह से आपके लिए सरल हो जाएगा और ग्राहक भी समर्थ हो जाएंगे आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होगी और उनकी समस्या का भी हल हो जाएगा तो अगर कुछ मुद्दे हैं और उनकी कुछ खास जरूरतें हैं और यह संसाधनों को बचाता है तो आपकी मंशा यहां पर अच्छी है अब हम केस के दूसरे हिस्से पर आते हैंजैसा कि कुछ हफ्ते पहले किया था जैसा हम कुछ हफ्ते पहले किए थे हमें इस पर केंद्रित होना चाहिए कंपनी " ए" आपके पास आती है और कोई बड़ी समस्या आपके सॉफ्टवेयर की बताती है और आप उस समय दूसरी कंपनी "बी" की समस्या का हल निकालने में व्यस्त हैं और कंपनी " बी" का प्रोजेक्ट प्राथमिकता पर है तो हमने यहां यह देखा कि कंपनी " बी" का प्रोजेक्ट आपके लिए प्राथमिकता पर है तो आप उस वक्त व्यस्त हैं परंतु कंपनियों की समस्याएं भी बहुत महत्वपूर्ण है तो हमने क्या पाया कि इससे पहले कि हम कंपनी " ए" के पास वापस जाएं तो आपके पास नैतिक दुविधा इस बात से शुरू हो जाती है कि किस ग्रह का कार्य आप पहले करें और कंपनी " बी" की समस्या आपके लिए प्राथमिकता पर है और कंपनी " बी" का कार्य प्राथमिकता पर है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप कंपनी "ए " की परेशानी को नजरदाज करें या आप यह बताएं कि वह कम महत्वपूर्ण है इसका उत्तर देना भी आपके उत्तरदायित्व का हिस्सा है अगर हम तुरंत नहीं कर सकते हैं और हम यह समझ रहे हैं कि कंपनी "बी"का कार्य प्राथमिकता पर है तो भी आप कंपनी "ए" के पास जा सकते हैं और उसकी बात को सुनने की कोशिश कर सकते हैं तो यहां पर इसके से हम वास्तविक तौर पर स्पष्ट नहीं है कि हमें दोनों कंपनियों को बराबर महत्व देना चाहिए आपने दोनों को महत्वपूर्ण ग्राहक के तौर पर स्थान दिया है या आप कंपनी "ए" को कुछ हद तक नजरदाज कर रहे हैं और कंपनी "बी" को प्राथमिकता दे रहे हैं यह यहां से स्पष्ट नहीं होता है और हम यह मानते हैं कि आपने ऐसा किया है परंतु उस समस्या को भी समाप्त करना भी आवश्यक है तो इससे पहले कि आप कंपनी "ए" के पास जाते हैं उसके आईटी विभाग के व्यक्ति ने आपसे बात करके आपको यह सूचित किया कि कुछ बहुत खास कंपनी के नेटवर्क के विन्यासो का प्रयोग करके समस्या का हल निकाल लिया है और उसने आपको विस्तार से विन्यास के बारे में बताया और आप संतुष्ट हो गए कि उन्होंने समस्या का हल बिना किसी आपके सॉफ्टवेयर मे अपडेट के हल निकाल दिया परंतु जहां पर एक रिक्त स्थान है तो अगर आप वापस जाते हैं और हो सकता है उस आईटी के पेशेवर व्यक्ति के पास जिसने कि आपको यह सूचना दी थी कि सॉफ्टवेयर जो कंपनी ए के नेटवर्क के विन्यास का था उसका प्रयोग किया है तो यह क्या है की कंपनी ए के नेटवर्क के खास विन्यास का प्रयोग किया गया है अब फिर से यहां पर यह केस नहीं बताता है कि कितनी जानकारी पेटेंट है क्योंकि कंपनी "ए" की खुद की अपनी संपत्ति है जिसे किसी बाहरी दल के साथ बांटा जा सकता है या नहीं बांटा जा सकता है यहां तक कि अगर आप एक अग्रिम सॉफ्टवेयर विकास करता है आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो कंपनी "ए" के लिए कार्य कर रहे हैं आप उनके कर्मचारी नहीं हैं और आपके पास पहुंच है आपका दूसरे प्रतिद्वंदीयो के साथ भी नेटवर्क है तो जिस आईटी के बंदे ने आपको बताया कि उसने बहुत ही खास कंपनी ए के नेटवर्क के विन्यास का इस्तेमाल किया है तो यहां तक तो सब ठीक है परंतु हम यह निश्चित तौर पर नहीं जानते हैं कि इस केस में किस हद तक कंपनी ए की जानकारी का मालिकाना हक है और जिसे एक व्यक्ति के तौर पर आपसे बांटा गया है और आप कंपनी से बाहर के हैं तो क्या यह नैतिक है तो क्या जो सॉफ्टवेयर अंदर है उसे आईटी के व्यक्ति के द्वारा करना चाहिए था या नहीं और ऐसा लिखा गया है कि उसने इसके विन्यास को आपसे विस्तार रूप से चर्चा किया है केस या नहीं यह बता रहा है कि क्या उसने विस्तार रूप से आपको बताया है या जानबूझकर उसने डिटेल में आपको विन्यास बताया या आपने उसको पूछा तब उसने आपसे उस चीज को बांटा यहां पर प्रश्न यह है कि कंपनी ए ने स्वेच्छा से आपको विन्यास का हल बताया या आपने उसके बारे में पूछा निश्चित तौर पर यह मायने रखता है अगर मैं स्वेच्छा से अपनी जानकारी को बांटना चाहता हूं तब मैं बहुत ही मानकों के साथ अपने ज्ञान को बांट लूंगा और अ गर मैं वह आपसे बांटता हूं तो मुझे उससे कोई डर भी नहीं रहेगा हो सकता है आपने मुझसे उसके बारे में कहां हो की आप अकेले नहीं हैं जिस पर विश्वास कर सकते हैं मैंने आपके साथ जानकारी बाटी है तब अगर कंपनी बी भी वही समस्या का सामना करती है क्योंकि उन्होंने भी आप पर विश्वास किया है और कंपनी ने मुझ पर भी विश्वास किया है और उन्होंने मेरे साथ कुछ हल बैठे हैं क्या मुझे इस कंपनी बी के साथ बांटना चाहिए यहां तक कि अगर वे एक ही तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं नहीं क्योंकि कंपनी ने मुझे स्वेच्छा से वह जानकारी नहीं दी है मैंने उसके बारे में उनसे पूछा है और उन्होंने मुझसे मेरे विश्वास के आधार पर इसे बांटा है तो मुझे भी यह विश्वास बनाए रखना है और उस विश्वास के आधार पर अगर कुछ है जो विशेष तौर पर जानकारी से संबंधित है और वह भी कंपनी ए के बहुत ही केंद्रीय हिस्से की और जो कंपनी ए के नेटवर्क लिए एक प्रकार का खतरा है कि मैंने यह सामान तरीके की जानकारी कंपनी बी के साथ भी बाटी है तो मैं नहीं जानता कि कंपनी बी से कंपनी ए को किस तरह का खतरा है तो अगर कंपनी बी भी समान तरीके की समस्या से ग्रसित है तब भी मैं एकदम वही विन्यास जो कंपनी ए के नेटवर्क का था नहीं बांट पाऊंगा इसलिए उसने मुझे विन्यास के बारे में विस्तार से बताया और आप संतुष्ट हो गए की मुद्दा बिना किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के ही हल हो गया अब जब कंपनी बी आपसे मुद्दे पर संपर्क करती है तब दुविधा की स्थिति शुरू होती है विन्यास जो कुछ भी आपने कहीं और से सीखा है परंतु आपने उसके बारे में विचार नहीं किया है कि उसका और क्या प्रयोग यहां हो सकता है तो तब क्या होगा अगर आप उसी तरह की चीज कंपनी को देना चाहते हैं तो आपको उस विन्यास को समझाना होगा और और उस विन्यास की जानकारी को जो आपने कहीं और से सीखा है और उसका कौन सा पाठ जानकारी का कंपनी ए का मालिकाना हक है और यही सब आपने कंपनी ए के बारे में सीखा है और वह भी उनको सेवाएं देने के दौरान अब अगर कंपन बी को भी उसी तरह की समस्या हो रही है तब आपके संबंधों की वजह से कंपनी बी आपके पास आई है और आपके पास कंपनी बी के नेटवर्क के विन्यास के बारे में भी जानकारी होगी और फिर पुनः उसका कोई हिस्सा सामान्य हो जाएगा और उसका कोई हिस्सा कंपनी बी का मालिकाना हक होगा तो उस परिस्थिति में आपको यह समझना होगा कि कौन सा हिस्सा कंपनी बी के लिए बहुत ही खास है तब आप कह सकते हैं कि आप अपनी मानक जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी विशेषज्ञता का भी प्रयोग कर सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि कौन से मानक बिंदु कंपनी के नेटवर्क में उपस्थित हैं जो आपकी समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं तो यह वास्तव में माने रखता है कि आपने क्या प्राप्त किया अगर वह जानकारी मालिकाना है तो तो यह किया जा सकता है जैसे आपने एक व्यापार योजना का हिस्सा होकर जानकारी प्राप्त की या दूसरे व्यापारिक रहस्य से या आप कॉपीराइट आचार संहिता से गुजरे आप पेटेंट उपकरण से गुजरे तो आपको यह समझना होगा की मालिकाना जानकारी का कुछ हिस्सा और कॉपीराइट आचार संहिता का कुछ हिस्सा और कुछ सामान्य हिस्सा है और कंपनी बी की मदद करने के दौरान आप अपने विवेक की शक्ति से यह निर्णय ले सकते हैं कि आप कितना उपयोग कर सकते हैं और कितना कुछ आप उपयोग नहीं कर सकते हैं हम ने कुछ मनोरंजक विषयों पर प्रश्न संख्या 4 पर चर्चा की जैसे मालिकाना संपत्ति के अधिकार में क्या फर्क है जैसे एक पेटेंट या कॉपीराइट या कुछ और जो कि अविष्कार किया गया हो या लिखा गया हो और लिखने वाले को या खोजने वाले को उसका श्रेय दिया गया है कि नहीं हम इस पर अगले आने वाले सत्र में चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद